आगे हम एक और प्रोग्राम पर नज़र डालेंगे जहाँ यह एक डिजिटल क्लॉक का मॉडल बनाने की कोशिश करेगा तो डिजिटल क्लॉक का निर्माण किया जाना है तो समस्या का विवरण इस प्रकार है तो हमें एक डिजिटल क्लॉक इम्प्लीमेंट करनी होगी क्लॉक सामान्य रूप से hh mm ss घंटे मिनट सेकंड के प्रारूप में 24 घंटे में समय प्रदर्शित करेगी और एक मोड बटन है तो यदि मोड बटन दबाया जाता है तो यह dd mm yy प्रारूप में वर्तमान दिनांक दिखाएगा यदि आप बटन जारी करते हैं तो घंटे समय और तारीख तो यह उस समय को फिर से प्रदर्शित करने के लिए वापस आता है यह दिनांक और समय मान तो उन्हें आंतरिक रूप से कुछ मेमोरी स्थान पर संग्रहीत किया जाएगा तीन बाइट्स का उपयोग दिनांक महीने और वर्ष के मूल्यों को संग्रहीत करने के लिए किया जाएगा तो dd mm और yy मान और मेमोरी लोकेशन के मान इसी तरह इस घंटे मिनट सेकंड के लिए भी तीन और बाइट्स ज़रूरी होगा तो इस hh mm ss के भंडारण के लिए कुल 6 बाइट्स का उपयोग किया जाएगा और फिर यह लोकेशनइन लोकेशंस के मूल्यों को एक आवधिक टाइमर इंटरप्ट के माध्यम से स्वचालित रूप से अपडेट किया जाएगा तो 8051 को टाइमर इंटरप्ट मिली है तो समय समय के अंतराल पर वो जो इंटरप्ट होना चाहिए और यह इस समय को अपडेट करेगा और मान लें कि एक रूटीन डिस्प्ले है तो जिसे बुलाया जाता है DPTR के साथ जो बेगिनिंग डिस्प्लेस की ओर इशारा करता है तीन बाइट्स 6 क्रमिक डिस्प्ले मॉड्यूल में तो वहाँ 6 डिस्प्ले मॉड्यूल हैं कई सेगमेंट डिस्प्ले या ऐसा कुछ हो सकता है तो यह hh mm ss डिस्प्ले किया जाएगा इसलिए ये तीन क्रमिक बाइट हैं जो उन्हें इस 6 क्रमिक डिस्प्ले मॉड्यूल पर प्रदर्शित किए जाएंगे और यदि DPTR इस dd mm yy वाले स्थान को इंगित करता है तो यह दिनांक भाग प्रदर्शित करेगा और अगर यह डीपीटीआर हौवेर मिनट सेकंड भाग को इंगित करता है तब यह घंटा मिनट सेकेंड प्रदर्शित होगा इसके अलावा हम मानते हैं कि कैलेंडर नामक एक रूटीन है जिसे बुलाने पर दिनांक मान अपडेट होता है तो स्वाभाविक रूप से यह कैलेंडर रूटीन भी काफी जटिल है जहां यह हर दूसरे इंटरप्ट आने के बाद अपडेट हो जाएगा तो तदनुसार यह ss mm hh वे अपडेट किया जाएगा और यह dd mm yy उन मानों को भी अपडेट किया जाएगा तो यह एक बहुत ही जटिल रूटीन है तो हम इसमें नहीं जाएंगे तो आप उस कोड को अलग से लिख सकते हैं लेकिन हमारा उद्देश्य यह दिखाना है कि इस इंटरप्ट और इन डिस्प्ले मॉड्यूल को सिस्टम में कैसे एकीकृत किया जा सकता है अंत में टाइम के अनुरूप बाइट्स को 8000 8001 और 8002 पर संग्रहीत किया जाता है तो hh 8000 में है मिमी 8001 में है ss 8002 में है और फिर दिनांक dd mm yy के अनुरूप बाइट्स वे 8003 4 और 5 पर हैं तो इस विशेष प्रोग्राम को कैसे डिजाइन करें तो हम देखते हैं कि यह कैसे करना है तो हम मानते हैं कि जो क्रिस्टल सिस्टम से जुड़ा हुआ है कहे 12 मेगाहर्ट्ज़ क्रिस्टल कहा जाता है गणना की आसानी के लिए तो हम उस ग्यारह दसंबलव कुछ फ्रैक्शन मूल्य को उस क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी के आंशिक मूल्य के रूप में बताएंगे तो हम इसे 12 मेगाहर्ट्ज़ के रूप में लेंगे तो हम इस टाइमर 0 का उपयोग सेकंड गिनती के लिए करेंगे तो हर दूसरे सेकंड के बाद मैं एक इंटरप्ट प्राप्त करना चाहता हूं और फिर मुझे सेकंड मूल्य को अपडेट करना चाहिए तो हमें 12 बटे 12 की क्लॉक फ्रीक्वेंसी प्राप्त करनी चाहिए तो आप जानते हैं कि यह टाइमर के लिए है तो टाइमर क्लॉक तक पहुँचने के लिए सिस्टम क्लॉक को 12 से विभाजित किया जाता है तो क्लॉक जो टाइमर तक पहुंचती है वह 1 मेगाहर्ट्ज़ है तो यदि हम उस टाइमर का मान 3036 निर्धारित करते हैं और 16 बार टाइमर दोहराते हैं तो यह टाइमर मूल्य है जो सेट किया गया है और 16 बार टाइमर दोहराता है तो आप प्राप्त करेंगे तो हर बार जब आप यह मान सेट करते हैं तो आप इससे 65536 माइनस 3036 गुना 16 का समय मान प्राप्त करते हैं तो यह कुल है बाद में तो यह पार्ट टाइम है तो यदि आप इसे 16 बार दोहराते हैं तो यह गुना 16 है तो यह मान लगभग 106 है तो यह 106 है तो यह मुझे दे रहा है तो यह इस 1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ मेल खा रहा है तो यह डिले उस 1 सेकंड से मेल खाएगा जिसे हम ढूंढ रहे हैं तो टाइमर भाग को डिजाइन करने के लिए मुझे इस टाइमर का उपयोग प्रारंभिक मूल्य 3036 के रूप में करना होगा और फिर 1 सेकंड की डिले के लिए टाइमर को 16 बार दोहराना होगा तो टाइमर की इंटरप्ट 16 बार आने के बाद मुझे सेकंड फ़ील्ड को अपडेट करना चाहिए और फिर उस अपडेशन रूटीन को सेकंड फ़ील्ड मिनट फ़ील्ड वगैरह को अपडेट करना होगा अपडेट रूटीन को उसी के अनुसार कॉल किया जाना चाहिए तो यह मूल विचार है जिसका उपयोग हम प्रोग्राम लिखते समय करेंगे तो हम एक मेमोरी लोकेशन रिपीट काउंट को परिभाषित करते हैं तो हम इनिशियलाइज़ करते है एक डिफाइन एक मेमोरी लोकेशन रिपीट काउंट DB 0 तो सिस्टम क्या करेगा यह आपको एक मेमोरी लोकेशन देगा जिसका नाम रिपीट काउंट है और इसे इनिशियलाइज़ किया जाएगा 0 पर फिर ORG 0 LJMP मैन तो यह मैन रूटीन पर जम्प करेगा फिर शुरुआत से फिर टाइमर इंटरप्ट के लिए मुझे कुछ करना होगा तो टाइमर इंटरप्ट तो टाइमर इंटरप्ट 000B से है तो मुझे ORG 000B H की तरह कहना होगा और वहां मुझे टाइमर इंटरप्ट के लिए कोड डालना चाहिए पहली चीज जो हमें करने की ज़रूरत है वह DPTR रजिस्टर को सेव करना है क्योंकि DPTR मूल्य इस टाइमर इंटरप्ट द्वारा उपयोग किया जाएगा तो यह DPTR सेव किया जायेगा तो यह PUSH 82h द्वारा किया जाता है फिर PUSH 83H तो यह 82H83H तो वे वास्तव में DPL और DPH रजिस्टरों को सेव कर रहे हैं यदि आप संबंधित एड्रेस पर गौर करते हैं तो यह DPL के लिए है और यह DPH के लिए है फिर हमें A रजिस्टर को सेव करना होगा एक्यूमिलेटर रजिस्टर तो हम भी कहते हैं PUSH 0E0H तो यह ए रजिस्टर को सेव करता है और हमारे कोड में भी हम R 1 रजिस्टर का उपयोग करेंगे ताकि R1 रजिस्टर भी सेव रहे तो PUSH 01H तो यह R1 रजिस्टर का सेव है तो इन मूल्यों को सेव किया जाता है तो यह वास्तव में इंटरप्ट सर्विस रूटीन लिखने का उचित तरीका है क्योंकि इंटरप्ट सर्विस रूटीन में तो हो सकता है कि आप कुछ रजिस्टरों का उपयोग कर रहे हों अब आपको पता नहीं है कि सिस्टम के किस बिंदु से इंटरप्ट आया है ताकि जो प्रोग्राम वहां चल रहा था वह उन रजिस्टरों का उपयोग कर सकता है तो यह बेहतर है कि जो भी रजिस्टर आप अपने ISR कोड में उपयोग करने जा रहे हैं शुरुआत में आप उन सभी रजिस्टरों को स्टैक में सेव करे और सबरूटीन से वापस आने से पहले आप उन सभी रजिस्टरों को पुनर्स्थापित करते हैं ताकि जो प्रोग्राम इंटरप्ट हुआ वह बिना किसी समस्या के जारी रह सकेगा तो हालांकि हमारी पिछली इंटरप्ट सर्विस रूटीन में तो हमने यह काम नहीं किया है तो आदर्श रूप से आपको सभी ISR के लिए ऐसा करना चाहिए जो भी रजिस्टर आप उपयोग कर रहे हैं आप पहले उन रजिस्टरों को स्टैक में सेव करें और वापस आने से पहले तो आप स्टैक से उन सभी रजिस्टरों को पुनर्स्थापित करते हैं फिर R1 रजिस्टर में हम रिपीट काउंट को लोड करते हैं तो MOV R1 repeat count तो उस 16 के लिए एक काउंटर के रूप में उस रिपीट काउंट का उपयोग किया जाएगा फिर इन्क्रीमेंट R1 और हम जांचते हैं कि मूल्य 16 हो गया है या नहीं तो CJNE R1 16 L 1 तो यदि काउंट 16 नहीं है तो मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है कोई अपडेशन या समय नहीं लगेगा तो मुझे कोड के अगले भाग को छोड़ना होगा तो जब हम अपडेट करने आएंगे तो यह कोड का हिस्सा मान्य होगा यह हिस्सा जो आप अभी लिख रहे हैं वे उपयोगी हो जाएंगे जब यह काउंट मूल्य 16 हो जाएगा तो सेकंड अपडेट किया जाना है तो सेकंड को अपडेट करने के लिए हम क्या करते हैं तो पहले हम इस R 1 को 0 पर रीसेट करते हैं MOV R1 0 फिर MOV मान 8002 DPTR में प्राप्त किया जाएगा क्योंकि 8002 सेकंड मान रखा हुआ है तो 8002 सेकंड मूल्य को पकड़े हुए है इसलिए MOV DPTR 8002 H तो यह MOVX A DPTR इसका मतलब है मुझे A रजिस्टर में सेकंड मान मिला है अब मैं A इन्क्रीमेंट करता हूं क्योंकि 1 सेकंड बीत चुका है तो मैं इन्क्रीमेंट A तो मुझे यह जांचने की आवश्यकता है कि क्या A मान 60 हो गया है या नहीं तो अगर यह 60 है इसका मतलब है मुझे मिनट का हिस्सा अपडेट करना होगा तो CJNE 60 L1 तो यदि यह 60 से कम है तो कुछ भी नहीं किया जाता है तो अपडेशन खत्म हो गया है लेकिन अगर यह 60 है तो यह इस बिंदु क्लियर A पर आएगा एक्यूमिलेटर क्लियर किया जाता है और फिर मुझे इस एक्यूमिलेटर के नए मान को सेकंड स्थान पर सेव करने की आवश्यकता होती है सेकंड भाग के अनुरूप स्थान तो MOVX DPTR A तो यह सेकंड भाग में 0 डाल देगा फिर मुझे मिनट के हिस्से में देखना होगा तो मिनट के भाग के लिए मुझे MOV DPTR 8001 और फिर मुझे मिलना चाहिए तो अब अगर मैं एक MOV X A DPTR करता हूं तो मैं मिनट भाग को एक्यूमिलेटर में प्राप्त करूंगा और मूल्य के बाद से सेकंड खत्म हो गया था ताकि 60 खत्म हो गए थे तो मुझे मिनट के हिस्से को बढ़ाना होगा तो एक्यूमिलेटर बढ़ जाता है अब मुझे फिर से जांचना होगा कि ये मूल्य 60 हो गए हैं या नहीं तो अगर यह 60 हो गया है तो घंटे के मूल्य को अपडेट करना होगा अन्यथा यह ठीक है तो फिर से हम CJNE A 60 की तुलना करते हैं यदि यह 60 नहीं है तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन यदि यह 60 के बराबर है फिर मुझे A को क्लियर करना है और फिर इस पैटर्न को इस मिनट के लिए मेमोरी लोकेशन पर स्टोर करना है और फिर मुझे अपडेट करना है तो मुझे एक MOVX DPTR A करने की आवश्यकता है फिर मुझे हावर भाग अपडेट करना होगा तो हावर का हिस्सा 8000H के स्थान पर उपलब्ध है तो MOV DPTR 8000 H ठीक है तो MOVX A DPTR तो यह हावर के भाग को A रजिस्टर में ले जाएगा और अब मुझे A को इन्क्रीमेंट करना होगा तो अगर मैं एक इन्क्रीमेंट A करता हूं इसका मतलब है A मान अपडेट किया जाएगा इसलिए इस हावर का हिस्सा अपडेट किया जाता है तो अब मुझे यह जांचने की आवश्यकता है कि क्या हावर का हिस्सा 24 हो गया है या नहीं तो वह CJNE A 24 L1 अगर यह 24 के बराबर हो गया है तो उस स्थिति में मुझे एक्यूमिलेटर क्लियर करने की ज़रुरत है और हावर स्मृति स्थान पर इस 0 मान को MOV करे तो यह MOV X इंस्ट्रक्शन का उपयोग करके किया जाएगा MOVX DPTRA तो रजिस्टर क्लियर हो गया है और यह स्थान भी क्लियर हो गया है अब मुझे कैलेंडर अपडेट करना है तो मैंने कहा कि कैलेंडर नामक एक रूटीन है जिसे हम कर पाएंगे इसलिए हम उस दिनचर्या को नहीं लिख रहे हैं तो हम कैलेंडर रूटीन को करने के लिए ACALL दे रहे हैं इसलिए ACALL कैलेंडर उस रूटीन को कॉल करेगा और यह कैलेंडर भाग को अपडेट करेगा तो L1 से उस हिस्से को लिखा जाना है जहां मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है तो वास्तव में वहा मूल्य सेकंड मूल्य या मिनट मूल्य या हौवेर मूल्य अपडेटसन किया गया है तो मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है तो मैं क्या करूं तो MOVX DPTR A तो A रजिस्टर हौवेर मूल्य या मिनट के मूल्य या सेकंड मूल्य को पकड़े हुए था अपडेट भाग और जिसे DPTR में ले जाया गया था और यह रिपीट काउंट को इस R 1 को रिपीट काउंट को रखने के लिए इन्क्रीमेंट किया गया है तो इसे बहाल किया जाए तो हम इस R 1 को रिपीट काउंट मेमोरी स्थान पर mov करते है तो MOV repeat countR 1 तो R 1 के मान को रिपीट काउंट मेमोरी लोकेशन पर ले जाया जाएगा तब मेरा हो गया है तो अब मुझे उन सभी रजिस्टरों को बहाल करना है तो इसे रिवर्स ऑर्डर में होना चाहिए जिसमें हमने उन्हें सेव किया है जैसे POP 01 H फिर मुझे POP करना होगा एक्यूमिलेटर रजिस्टर POP 0E0 H फिर वह 83 H POP 83H फिर POP 82 H तो उन स्थानों को popped आउट करना हैं अब यह TL और TH तो उन्हें फिर से मूल्यों के साथ लोड किया जाना है तो अब वास्तव में तो यह हिस्सा जहां मुझे फिर से उस पैटर्न को लोड करना है उस 30 उस 3603 या उस मूल्य 3036 उस मूल्य 3036 को इस टाइमर रजिस्टर TL0 और TH0 में लोड किया जाना है तो यह किया जाना है तो हम इसे इस तरह से करते हैं वह MOV TL0 0DCH और यह TH0 MOV TH0 0BH तो यदि आप ऐसा करते हैं तो यह संख्या 0BDC यह वास्तव में 3036 H है 3036 मान और फिर मुझे टाइमर सेट करना होगा SETB TR0 ताकि अगला टाइमर इनेबल हो ताकि समय समाप्त होने पर यह फिर से सिस्टम को इंटरप्ट कर दे तो यह इंटरप्ट सर्विस रूटीन का अंत है अब मैन रूटीन जो मुझे लिखने की जरूरत है तो मैन रूटीन कुछ इस तरह होगी पहले इस टाइमर को प्रोग्राम करना होगा मोड सेट करना होगा तो आपको यह MOV करना होगा TMOD रजिस्टर को बाइनरी पैटर्न 00000001 के साथ प्रोग्राम किया जाना है तब TL और TH वे इस टाइम मान को रखने वाले है प्रारंभिक मान MOV TL 0DCH फिर MOV TH0 0BX तब मुझे TF0 बिट को क्लियर करना होगा और फिर मुझे टाइमर के लिए इंटरप्ट को इनेबल करना होगा तो आप देख सकते हैं कि यह इंटरप्ट सेटिंग मूल्य 82 H तक ले जाएगा इस टाइमर 0 इंटरप्ट को इनेबल करने के लिए यह 82 H होगा तब यह SETB होगा यह SETB TR0 है यह कहा जाता है SETB TR0 तो टाइमर इनेबल किया जाएगा और फिर मैं यहां वेट कर सकता हूं तो यह है कि हम इसके लिए वेट कर सकते हैं इसने कहा कि अब मुझे पढ़ना होगा मोड बटन दबाया गया है या नहीं तो यह जाँच की जानी चाहिए तो JB P10 L2 तब यदि मोड बटन दबाया नहीं जाता है तो यह बिट 0 है तो हमें डेट भाग प्रदर्शित करना चाहिए तो उस मामले में DPTR रजिस्टर को 8000 के मूल्य के साथ लोड किया जाना चाहिए और फिर मैं सिर्फ L3 पर जम्प कर सकता हूं फिर L2 में L2 हम आए क्योंकि मोड बटन को दबाया गया है ठीक तो इस DPTR को एक अलग मूल्य के साथ लोड किया जाना है तो MOV DPTR इस तारीख के एड्रेस के साथ जो कि 8003 H है और फिर L3 में मुझे डिस्प्ले रूटीन ACALL डिस्प्ले कॉल करना होगा और फिर SJMP L4 तो यह मैन रूटीन है तो मैन रूटीन हम क्या कर रहे हैं सबसे पहले टाइमर मोड सेट करना टाइम काउंट सेट करना टाइमर इंटरप्ट फ्लैट TF0 को क्लियर करना तब हम इंटरप्ट को इनेबल कर रहे हैं टाइमर इंटरप्ट इनेबल्ड है तब हम टाइमर शुरू कर रहे हैं इतना सब हो चूका है अब हम तो यह केवल एक बार किया जाता है इस सेटिंग को केवल एक बार किया जाता है अब मैं पोर्ट पढ़ रहा हूं एक बार बिट नंबर 0 और यदि वह बिट सेट है वह मोड बटन है तो अगर यह है कि यदि मोड बटन दबाया जाता है तो यह बिट 1 है तो हम L2 पर आ रहे हैं और DPTR में हम डेट का एड्रेस डाल रहे हैं और डिस्प्ले रूटीन बुलाया जाता है तो डिस्प्ले रूटीन मूल्य डिस्प्ले करेगा हमें 6 डिस्प्ले मिले हैं और वहां पर hh वहां उन dd mm yy को प्रदर्शित किया जाएगा और फिर SJMP L4 यह फिर से वहां जाएगा जांचेगा कि मोड बटन दबाया गया है या नहीं तो यदि मोड बटन को उस स्थिति में नहीं रखा गया है तो यह टाइम भाग प्रदर्शित करेगा तो यह 8000 H पर आएगा तो 8000 H DPTR में जाएगा और फिर यह मान तो यह L 3 पर जम्प करेगा और वहां यह डिस्प्ले भाग और यह DPTR टाइम भाग को इंगित करता है तो यह टाइम भाग को ठीक से प्रदर्शित करेगा तो इस तरह से मैं यह बात कर सकता हूं केवल एक छोटी सी बात मिस हो रही है तो इस बिंदु पर मुझे लगता है कि हमें इस TF0 बिट को क्लियर करने की आवश्यकता है अन्यथा इसे तुरंत एक और इंटरप्ट के रूप में लिया जाएगा तो TF0 क्लियर करे तो यह लाइन होनी चाहिए तो इस तरह हम एक टाइमर आधारित रूटीन डिजाइन कर सकते हैं जिसका उपयोग डिजिटल क्लॉक डिजाइन करने के लिए किया जा सकता है अगला हम एक और प्रोग्राम में देखते हैं तो मान लीजिए कि हमें 8051 से जुड़ा एक ऑसिलेटर मिला है जो 12 मेगाहर्ट्ज पर काम कर रहा है और हम इस टाइमर 0 का उपयोग करके पिन 14 पर 4 किलोहर्ट्ज़ स्क्वायर वेव उत्पन्न करना चाहते हैं तो यह कैसे करना है तो इस मामले के लिए फिर से तो यह टाइमर क्लॉक जो हमारे पास है वह 12 बटे 12 है तो यह 12 मेगाहर्ट्ज़ क्रिस्टल 12 से विभाजित है तो टाइमर क्लॉक 1 मेगाहर्ट्ज़ है लेकिन वेवफॉर्म जो हम 4 किलो हर्ट्ज़ के लिए उत्पन्न करते हैं तो इस क्लॉक सिग्नल के लिए आवश्यक टाइम पीरियड टाइम पीरियड जो जरूरत है 1 बटे 4 किलोहर्ट्ज़ है तो यह लगभग 250 माइक्रो सेकंड है तो यह 250 माइक्रोसेकंड है जो हम चाहते हैं तो अगर हम मान लें कि यह 50 प्रतिशत ड्यूटी साइकिल स्क्वायर वेव है तो ऑन पीरियड और ऑफ पीरियड दोनों सामान है और वे 125 माइक्रोसेकंड के बराबर होने जा रहे हैं तो उस टाइमर से हमें जो करने की आवश्यकता है वह यह है कि हमें 125 माइक्रोसेकंड की डिले मिलनी चाहिए तो उसे पाने के लिए तो मुझे यह देखना होगा कि लोड किया जाने वाला मूल्य क्या है तो लोड किया जाने वाला मान 65536 माइनस 125 बटे 1 के बराबर है तो 125 माइक्रोसेकंड और यह 1 मेगाहर्ट्ज़ है तो मैं इसे उसके द्वारा विभाजित कर सकता हूं तो यह मात्रा तो यह मूल रूप से 65411 डेसीमल में है तो यह हेक्सा डेसीमल संकेतन में C1FF में परिवर्तित होता है तो यह लोड किए जाने का मान होना चाहिए और तदनुसार हम इस स्क्वायर वेव को उत्पन्न कर सकते हैं तो हम उस प्रोग्राम को लिखेंगे तो यह कैसे लिखना है तो हम फिर से टाइमर इंटरप्ट की मदद ले सकते हैं ORG 0000 H आप फिर LJMP मैन लिख सकते हैं तो जो इस असेम्बलर को इस मेमोरी लोकेशन 0 पर प्रोग्राम में ले जाएगा यह इंस्ट्रक्शन LJMP मैन को रखेगा फिर टाइमर इंटरप्ट वह स्थान 000B है तो ORG 000B H तो वह टाइमर लोकेश है और टाइमर रूटीन सरल है तो यह सिर्फ बिट P 14 को कॉम्प्लीमेंट करता है जब टाइमर इंटरप्ट आती है तो मुझे जो कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है वह सिर्फ पोर्ट बिट 14 को कॉम्प्लीमेंट करना है और फिर टाइमर को फिर से शुरू करना होगा तो उस उद्देश्य के लिए तो मुझे MOV TL0 0FFX करना है और मुझे MOV TH0 0C1 H और उसके बाद यदि वह इंटरप्ट आता है तो हमें यह TF0 क्लियर करना होगा और हमें SETB TR0 फिर RETI तो यह क्लियर बिट बिट क्लियर करेगातो यह इंटरप्ट नहीं है जो सेवित किया गया है तो यह क्लियर किया जाना चाहिए अन्यथा इसे एक और इंटरप्ट के रूप में लिया जाएगा और यह SETB TR 0 तो यह टाइमर को सेट कर देगा ताकि टाइमर फिर से शुरू हो जाए ताकि इंटरप्ट आ सके तब शायद मेरा मैन प्रोग्राम 8000 H स्थान से है तो मैंने एक और ORG यहां रखा तोORG 8000H और मैन प्रोग्राम वहां से शुरू हो रहा है तो यहां मुझे जो चीज़ करने की ज़रूरत है वह TMOD रजिस्टर को इनिशियलाइज़ करना है तो मैं MOV TMOD 00000001B कह सकता हूं फिर MOV TL0 0FF H फिर MOV TH0 0C1 H और फिर TF0 बिट क्लियर करें इंटरप्ट हैश 82 एच को प्राप्त करने के लिए इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर सेट करें तो यह टाइमर इंटरप्ट 0 को सक्षम करेगा और फिर मुझे टाइमर शुरू करना होगा हां तो वह SETB TR 0 से है और अब मैन प्रोग्राम एक लूप में इंतजार कर सकता है क्योंकि ऐसा करने के लिए अधिक कुछ नहीं है तो यह SJMP L 1 है तो यह वहाँ लूपिंग होगा तो अब मैन प्रोग्राम क्या कर रहा है यह टाइमर सेट इंटरप्ट सेट कर रहा है और यह सब और फिर यह एक अनंत लूप में लूप कर रहा है क्योंकि वास्तव में ऐडल बैठे हैं और जब भी इंटरप्ट आती है टाइमर इंटरप्ट आती है तो यह इस स्थान 000B पर आने वाला है और यदि आप इस मेमोरी लेआउट को देखते हैं इस प्रोग्राम के लिए जो मैंने लिखा है तो यह इस तरह है तो स्थान 0 पर हमारे पास इंस्ट्रक्शन LJMP मैन और मैन 8000 है तो इसे LJMP मैन मिला है तो यह 8000 है और फिर तो यह वहाँ है तो 000B पर स्थान B पर आपको यह कोड मिल गया है यह इंटरप्ट सर्विस कोड तो यह यहाँ होगा फिर 8000 पर स्थान 8000 से आपके पास कोड का यह टुकड़ा होगा तो कोड का यह टुकड़ा यहां लोड किया जाएगा अब सिस्टम कैसे निष्पादित करता है जब प्रोसेसर को रीसेट किया जाता है तो पूरी चीज जैसे प्रोग्राम काउंटर को 0000 एच के साथ लोड किया जाता है तो यह इस विशेष स्थान पर आएगा इसे यह इंस्ट्रक्शन LJMP 8000 मिलेगा तो यह इस स्थान पर 8000 में जम्प करेगा इन इंस्ट्रक्शन को निष्पादित करना शुरू करें तो जब यह इन इंस्ट्रक्शन को निष्पादित करना शुरू करता है तो यह टाइमर सेट है और उन सभी चीजों को तो यह किया जाता है तब प्रोग्राम इस बिंदु पर लूपिंग है बीच में कुछ समय के लिए टाइमर इंटरप्ट आएगी टाइमर 0 ओवरफ्लो होगा टाइमर इंटरप्ट आएगा तो और प्रोसेसर हार्डवेयर स्वचालित रूप से इस 000B पर आने के लिए प्रोग्राम काउंटर लगाएगा जब इंटरप्ट उत्पन्न होता है और तब वह इस इंटरप्ट सर्विस रूटीन को निष्पादित करेगा और इस इंटरप्ट सर्विस रूटीन को निष्पादित करने के बाद यह फिर से इस समापन बिंदु पर आ जाएगा जहां यह SJMP L 1 था तो यह इस बिंदु पर वापस आ जाएगा यह वहाँ क्रियान्वित किया जाएगा यह वहाँ लगातार लूपिंग होगा यह वहाँ क्रियान्वित किया जाएगा तो इस तरह से फिर से जब इंटरप्ट आती है फिर से इस प्रोग्राम को आमंत्रित किया जाएगा और यह इस इंटरप्ट सर्विस रूटीन इसे इस तरह से जगाया जाएगा तो इस प्रकार हम कई महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए इन इंटरप्ट सर्विस रूटीन का उपयोग कर सकते हैं तो जो मैन फंक्शनलिटी की परवाह किए बिना किया जाना चाहिए जो हमारे पास सिस्टम में है तो यह टाइमर 0 के लिए है तो हमने सीरियल ट्रांसमिशन के लिए भी देखा है हमने इन एक्सटर्नल इंटरप्ट के लिए भी देखा है तो यदि आप एक एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन करने का प्रयास कर रहे हैं तो उस समय इंटरप्ट प्रोग्रामिंग बहुत महत्वपूर्ण है जहाँ आपको कुछ विशिष्ट अंतरालों पर कई उपकरणों या कई गतिविधियों को अंजाम देना है